पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के खंड 2 इकाई 15 में आपका स्वागत है हमने पिछली इकाई में मूल्यांकन चरण की उप प्रक्रिया को समझा था इस इकाई में हम पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण पर चर्चा करेंगे इसके लाक्षिक परिणाम होंगे पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के डिजाइन और उपयोग को समझना जैसा कि हमने पिछली इकाई में देखा है कि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण मूल्यांकन चरण के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है फीडबैक फॉर्म जिस पर हम यहां विचार कर रहे हैं वह उस फीडबैक फॉर्म से थोड़ा अलग है जो ज्यादातर संस्थान विभिन्न संकायों के लिए प्रयोग करते है अधिकांश संस्थान इंजीनियरिंग की सभी शाखाओं के सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक छात्र फीडबैक फॉर्म तैयार करते हैं और इस फीडबैक को एकत्र करने का एक मानक तंत्र रहता है लेकिन इस फीडबैक का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन लेना है आमतौर पर यह FPEDS शिक्षक कार्यदक्षता मूल्याङ्कन और विकास तंत्र के एक भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि मान्यता प्राप्ति के पैमानों हेतु आवश्यक माना जाता है यह फीडबैक प्राथमिक रूप से शिक्षको का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है और उसके आधार पर ही विकास स्तर पर या संस्थान स्तर पर उचित कार्रवाई करते है इस तरह के फीडबैक फॉर्म के डिजाइन में प्रशिक्षक के पास कोई विकल्प नहीं होते है चूंकि फीडबैक लेने का मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा प्रशिक्षक का मूल्यांकन होता है इसलिए पाठ्यक्रम के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने की अधिक गुंजाइश नहीं होती है इसलिए ऐसे सर्वेक्षण से पाठ्यक्रम सम्मत् प्रतिक्रिया प्राप्त करना बहुत कठिन है फीडबैक मुख्य रूप से प्रशिक्षक का मूल्यांकन करता है जरूरी नहीं कि "मानक प्रशिक्षक मूल्यांकन फीडबैक फॉर्म" "पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण फॉर्म की तरह" श्रेष्ठ हो क्योंकि यह फीडबैक छात्र द्वारा प्रशिक्षक के मूल्यांकन पर केन्द्रित होता है जबकि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण में पाठ्यक्रम के बारे में फीडबैक अगली बार पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने उद्देश्य के साथ केन्द्रित होता है पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण यह प्रशिक्षक को बहुमूल्य फीडबैक प्रदान करता है इस तरह का फीडबैक सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने में काफी मददगार है और इससे हमें पाठ्यक्रम स्तर पर गुणवत्ता लूप को बंद करने में मदद मिलेगी - "योजना बनाओ कार्य करो जांच करो कार्यान्वयन करो जैसा कि हमने पिछले खंड में देखा था जब हम पाठ्यक्रम के संबंध में फीडबैक डेटा प्राप्त करते है और अगली बार पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते है तो गुणवत्ता लूप को बंद करना और पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार की योजना बनाना अत्यंत आसान होता है मध्य पाठ्यक्रम सर्वेक्षण जो हमने पहले देखे थे वे प्रशिक्षक को पाठ्यक्रम वितरण के दौरान निर्देश को क्रियात्मक रूप से ग्रहण करने में मदद करते हैं लेकिन पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण प्रकृति में "योगात्मक" होते है और जब पाठ्यक्रम को फिर से पेश किया जाता है तो कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपयोगी होते है पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण मुख्यतः योगात्मक होता है और जब अगली बार पाठ्यक्रम पेश किया जाता है तो फीडबैक पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार के उद्देश्य से प्रयुक्त होता है पाठ्यक्रम परिणामों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना में पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण का उपयोग भी किया जा सकता है हालांकि एनबीए स्वयं इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से मान्यता या अनिवार्य नहीं करता है पिछले मॉड्यूल में हमने देखा है कि जब हम पाठ्यक्रम परिणामों की प्राप्ति की गणना करते हैं तो हम प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से गणना किए गए मूल्य को अप्रत्यक्ष रूप से गणना किए गए मान के साथ जोड़ सकते हैं जो 9010 के अनुपात में हो सकता है प्रत्यक्ष गणना परीक्षण प्रश्नोत्तरी असाइनमेंट सहित सभी मूल्यांकन साधनों में छात्रों के प्रदर्शन पर आधारित होगी और अप्रत्यक्ष गणना एक सर्वेक्षण पर आधारित होगी पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण हमें अप्रत्यक्ष रूप से CO की प्राप्ति की गणना करने में मदद करेगा यदि कॉलेज द्वारा अनुमति दी जाती है तो प्रशिक्षक को अपना "पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र फॉर्म" तैयार करना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण में एक प्रशिक्षक जो विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता है वह विभिन्न पाठ्यक्रमों और विभिन्न प्रशिक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है इसलिए संस्थान व्यापी फॉर्म 'पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है और प्रशिक्षक को वास्तव में अपना स्वयं का पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण फॉर्म रखने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि संस्थान की आवश्यकता है तो इस पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण फॉर्म को संस्थान स्तर के सामान्य मूल्यांकन फॉर्म में एकीकृत किया जा सकता है सर्वेक्षण प्रपत्र में निहित है इसमें एक भाग होता है जो कि पूरे संस्थान में सामान्य रूप से छात्रों द्वारा शिक्षको के मूल्यांकन से संबंधित होगा और एक भाग जो पाठ्यक्रम पेश किया गया है उससे सम्बंधित होता है यदि आपके पास एक अकादमिक प्रबंधन प्रणाली या एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है तो यह प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक सारघर्भित छात्र प्रतिक्रिया रिपोर्ट बनाने दे सकती है पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण की प्रमुख चुनौतियों में से एक है "वैध सर्वेक्षण डेटा" प्राप्त करना यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है वैध डेटा प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों को कैसे डिजाइन किया जाए सर्वेक्षणों को कैसे आरोपित किया जाए इस पर काफी शोध साहित्य उपलब्ध है निश्चित रूप से किसी भी सर्वेक्षण के साथ वैध डेटा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है लेकिन पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के मामले में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है छात्रों को यह डर हो सकता है कि यदि वे नकारात्मक फीडबैक देते हैं तो उन्हें शिकार बनाया जाएगा या प्रताड़ित किया जायेगा कुछ हद तक निश्चित रूप से फीडबैक को गुमनाम बनाकर इसे समाप्त किया जा सकता है फिर भी यह संभव है कि छात्रों को यह भय हो कि कहीं वे नकारात्मक फीडबैक तो नहीं दे रहे हैं साथ ही अक्सर छात्र यह मान लेते हैं कि उनका फीडबैक वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है और यह प्रक्रिया एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि संस्थान स्तर पर पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण करने निश्चित प्रक्रियाओं का प्रावधान होता है सिर्फ इसलिए वे किये जाते है धारणा यह है कि कोई भी प्रशिक्षक वास्तव में इस डेटा का उपयोग नहीं करता है और शायद यह सच है कि कई संस्थानों में पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण वास्तव में केवल औपचारिकता के रूप में किया जाता है अक्सर प्रशिक्षक डेटा एकत्र करते हैं और बस उसे दर्ज करते हैं वे वास्तव में इस डेटा का उपयोग अगली बार पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम के वितरण के लिए सुधार की योजना बनाने के लिए नहीं करते हैं यदि प्रक्रिया मांग करती है कि कुछ निर्माण कुछ टिप्पणियों को पाठ्यक्रम फ़ाइल में शामिल किया जाए तो वे इसे कर सकते हैं लेकिन वे इसे औपचारिक तरीके से करते है न की पाठ्यक्रम वितरण में सुधार के किसी वास्तविक इरादे के उद्देश्य से इसलिए शायद छात्रों का यह मानना गलत नहीं हैं कि प्रशिक्षक वास्तव में सर्वेक्षण डेटा का कही भी सही और सार्थक तरीके से उपयोग नहीं करते हैं ऐसे में छात्रों जो डेटा प्रदान करते है वह वास्तव में मान्य नहीं हो सकता है एक और मुद्दा सर्वेक्षण फॉर्म की लंबाई का हो सकता है जो की छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता को भी इन अर्थों में प्रभावित कर सकता है कि यदि सर्वेक्षण फॉर्म में कई प्रश्न हैं तो वे उबाऊ और थकावट भरे हो सकते है इसलिए छात्र पहले 15 20 प्रश्न के उत्तर देने के बाद ऐसी प्रतिक्रियाएँ दे सकते हैं जो वास्तव में तर्कपूर्ण प्रतिक्रियाओं कि अपेक्षा यंत्रवत प्रतिक्रियाएं हों एक सर्वेक्षण प्रपत्र की आदर्श लंबाई कितनी होनी चाहिए इसके बारे में कोई नियत नियम नहीं है प्रशिक्षकों को अपने विशिष्ट संदर्भ में अपने हिसाब से प्रयोग कर देखना होगा और समझना होगा कि इनमे बेहतरीन क्या है वास्तव में सामान्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वैध सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का कोई गारंटीकृत तरीका नहीं है इसमें विभाग स्तर पर शिक्षको द्वारा एक निश्चित मात्रा में प्रयोगों की आवश्यकता होती है और संभवतः संस्थान स्तर पर यह देखने के लिए कि उनके लिए सबसे बेहतरीन क्या है एक और मुद्दा यह है कि इस पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण में किसे भाग लेना चाहिए कई प्रशिक्षक दृढ़ता से यह महसूस करते हैं कि अनियमित छात्रों द्वारा प्रदान किए गए डेटा की सीमित या कोई वैधता नहीं है कुछ संस्थान पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रवेश मानदंड लागू करते हैं सर्वेक्षण में केवल वे छात्र भाग ले सकते हैं जिनकी उपस्थिति कुछ प्रतिशत से अधिक है मान लें कि 75 कुछ संस्थान छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश मानदंड भी लगाते हैं केवल वे छात्र जिनका परीक्षणों में औसत प्रदर्शन कुछ प्रतिशत से अधिक है मान लीजिए 65 तो पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण में वे भाग ले सकते हैं हालांकि कुछ सच्चाई यह भी है कि जो छात्र कक्षाओं में अनियमित होते हैं वे वैध डेटा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं इससे स्पष्ट है कि प्रदर्शन को प्रवेश मानदंड के रूप में निर्धारित करना वास्तव में वांछनीय नहीं हो सकता है जैसा कि हम उन छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं जिन्होंने कोर्स में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है क्योंकि ये प्रतिक्रियाए अगली बार पाठ्यक्रम प्रस्तुतीकरण में सुधारों की संभावनाओं में अत्यंत उपयोगी साबित होगी छात्रों की उपस्थिति संभवतः हाँ यह एक बिंदु हो सकता है अगर संस्थान ये दृढ़ता से महसूस करते है या यदि विभाग या प्रशिक्षक दृढ़ता से इसके बारे में सोचते है तो वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि छात्र को निकास सर्वेक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देने से पहले उपस्थिति का कुछ न्यूनतम प्रतिशत आवश्यक करना है की नहीं लेकिन पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण को डिजाइन करने और आरोपित करने का कोई गारंटीकृत तरीका या अनूठा तरीका या सही तरीका नहीं है शिक्षक को परिक्षण करना होता है और एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण फॉर्म बनाना होता है जो उनके विशिष्ट संदर्भउद्देश्य के लिए सबसे उचित हो ये सभी मुद्दे हैं जिन पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और सर्वेक्षण प्रपत्र पर पहुंचने के लिए इन पर स्पष्ट रूप से विचार करने की आवश्यकता है जो उनके उद्देश्यों के अनुरूप सबसे उपयुक्त सर्वेक्षण प्रपत्र बनाया जा सके आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और अज्ञात रूप से दी गई प्रतिक्रिया वैध सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है यह छात्रों के मन में से इस डर को दूर कर देता है कि यदि वे नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें प्रताड़ित जा सकता है प्रतिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तो है ही और यह अज्ञात भी है छात्र अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि उनको नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की इच्छा है और यदि feedback तंत्र इलेक्ट्रॉनिक है तो इस तरह की प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना रहती हैं क्योंकि यह डेटा को गुमनाम दर्ज करता है बेशक इस अर्थ में इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब यह गुमनाम होता है तो कुछ छात्र ऐसी टिप्पणियां दे सकते हैं जो वास्तव में मान्य टिप्पणियां नहीं होती हैं लेकिन वे छात्रों की हताशा को व्यक्त करते हैं सर्वेक्षण के साथ वैध डेटा प्राप्त करना हमेशा एक समस्या होती है काफी समय बाद लोगों ने पाया है कि कुल मिलाकर सांख्यिकीय रूप से सर्वेक्षण डेटा सार्थक और उपयोगी हो सकता है वैध निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षक सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करने में अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने से पहले प्रशिक्षक द्वारा सर्वेक्षण डेटा से जुड़े महत्व पर चर्चा करने वाले छात्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना भी आवश्यक या बहुत उपयोगी हो सकता है और वाकई कई प्रयोगों में अनुभवजन्य रूप से इस प्रकार के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं जो यह बताते है कि सर्वेक्षण प्रपत्र को आरोपित करने से पहले छात्रों के साथ इस तरह की बातचीत का डेटा की वैधता पर बहुत सकारात्मक लाभकारी प्रभाव पड़ता है यदि प्रशिक्षक छात्रों के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकता है तो उनसे निर्गत सर्वेक्षण के उद्देश्य की व्याख्या करे और छात्रों को आश्वस्त करे कि फीडबैक डेटा को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा और पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण में सुधार करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा ऐसे में इस बात की अधिक संभावना होगी कि छात्र इसे गंभीरता से लेंगे और अधिक मान्य डेटा प्रदान करेंगे यदि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण डेटा के सदुपयोग के कुछ विशिष्ट उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं तो यह और अधिक उपयोगी भी हो सकता है इस हेतु आप विभाग स्तर पर कुछ प्रकार के केस स्टडीज जैसे कि पूर्व के वर्षों में उन्हें किस प्रकार का फीडबैक डेटा मिला और उन्होंने उस डेटा का उपयोग पाठ्यक्रम वितरण में सुधार के लिए किस प्रकार किया कुछ विशिष्ट उदाहरण सामान्यताओं में से नहीं लेकिन एक विशिष्ट पाठ्यक्रम विशिष्ट प्रतिक्रिया और विशिष्ट सुधारों के संबंध में अनुवर्ती वर्षों में जो किया गया है इस तरह के केस स्टडी से छात्रों को यह समझाने में भी मदद मिलेगी कि निर्गत सर्वेक्षण विभाग के लिए एक गंभीरमहत्वपूर्ण कार्य है पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के सदुपयोग के कुछ विशिष्ट उदाहरण है यदि एचओडी या कुछ वरिष्ठ शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह बहुत मददगार होगा इसके लिए वास्तव में सहायक होने के लिए प्रस्तुत केस स्टडी बहुत विशिष्ट होनी चाहिए कि निश्चित रूप से कौन सा पाठ्यक्रम किस प्रकार की प्रतिक्रिया और उस प्रतिक्रिया के प्रयोग से विशेष रूप से किस प्रकार के सुधार हुए वास्तव में वैध डेटा प्राप्त करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना पड़ सकता है अन्यथा निम्न कोटि की गुणवत्ता वाले सर्वेक्षण डेटा की प्राप्ति इस प्रक्रिया के पूरे उद्देश्य को नकार देता है जिससे यह अनुपयोगी होकर दस्तावेज़ीकरण की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बनकर रह जाएगा यदि हमें वैध सर्वेक्षण डेटा नहीं मिलता है तो पूरी प्रक्रिया उद्देश्य समाप्त हो जाता है अतः वैध सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करने हेतु इन मुद्दों पर सचेत रूप से विचार करना चाहिए आगामी योजना बनाना और पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र को डिजाइन करने के साथ ही उस सर्वेक्षण प्रपत्र को आरोपित करना और वैध सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करने का प्रयास करना आवश्यक है देखे समय1631 प्रपत्र का वास्तविक डिज़ाइन और उपयुक्त दृष्टिकोण के बारे में जानेगे साहित्य में कई प्रकार के अभिकल्पन डिज़ाइन दृष्टिकोण विभिन्न प्रपत्र उपलब्ध हैं और प्रपत्र को डिज़ाइन करने का कोई अनूठा तरीका नहीं है सर्वेक्षण प्रपत्र के संबंध में किसी भी प्रश्न का कोई अनूठा उत्तर नहीं है यहाँ जो प्रस्तुत किया गया है वह केवल एक नमूना मात्र है आप साहित्य की खोज कर सकते हैं संस्थान में प्रयोग कर सकते हैं और उस डिजाइन पर पहुंच सकते हैं जो आपके उद्देश्योंसंदर्भों के लिए सबसे उपयुक्त हो आमतौर पर प्रश्न निम्न चार पहलुओं को शामिल रखते हैं पाठ्यक्रम प्रबंधन सीखने का माहौल पाठ्यक्रम के परिणाम और प्रशिक्षक की विशेषताएं यह संभव है कि यदि पाठ्यक्रम निर्गत प्रपत्र को संस्थान व्यापी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र में एकीकृत किया जा रहा है तो इनमें से कुछ प्रश्न बेमानी हो सकते हैं उदाहरण के लिए यदि छात्रों के द्वारा संस्थान व्यापी सर्वेक्षण प्रपत्र से प्रशिक्षक की विशेषताओं को पहले से ही "शिक्षक मूल्यांकन" के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है तो हमें उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है मूल रूप से हमें उस विशिष्ट प्रपत्र पर गौर करना होगा जिसका उपयोग संस्थान में किया जा रहा है और फिर उसके आधार पर हमें इन विचारों को ग्रहण परिष्कृत करना पड़ सकता है हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह एक बहुत व्यापक ढांचे का नमूना है आमतौर पर प्रश्नों का उत्तर छात्रों द्वारा 1 से 5 के पैमाने पर दिया जाता है अन्य पैमाने संभव हैं लेकिन यह सबसे लोकप्रिय है 1 सबसे नकारात्मक प्रतिक्रिया है और 5 सबसे सकारात्मक प्रतिक्रिया है यह बहुत अधिक सामान्य है हालांकि कुछ संस्थान केवल 1 2 3 के पैमाने का उपयोग करते हैं और फिर कुछ संस्थान 0 का भी उपयोग करने की अनुमति देते हैं लेकिन 1 से 5 सबसे आम है और 0 से 5 भी आम है प्रपत्र छात्रों से अपील के साथ शुरू हो सकता है वैध डेटा प्राप्त करने का तथ्य यहाँ सामने आता है पाठ्यक्रम पर आपकी सुविचारित प्रतिक्रिया संबंधित प्रशिक्षक और विभाग के लिए सीखने की गुणवत्ता वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके गुणवत्तापूर्ण समय के लिए धन्यवाद यह काफी स्पष्ट और सरल विचार की तरह लग सकता है लेकिन अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है कि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण की इस तरह की शुरुआत से छात्रों की धारणा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है छात्रों से अपील के साथ प्रपत्र शुरू करना बेहतर है प्रारंभ में हमारे पास 2 3 प्रश्न हो सकते हैं जो समग्र दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं और वह इस तरह हो सकते हैं कि सामान्य रूप से पाठ्यक्रम को रेट करें 1 से 5 पाठ्यक्रम सामग्री को रेट करें इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्रशिक्षक का मूल्यांकन करें यह किसी भी पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के लिए सामान्य हो सकता है और ये बहुत व्यापक और अति सामान्य बहिर्गत प्रश्न हैं पाठ्यक्रम निकास सर्वेक्षण के प्रत्येक पहलू के संबंध में आइए कुछ संभावित प्रश्न देखते हैं पाठ्यक्रम प्रबंधन के संबंध में हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पाठ्यक्रम संगठन कितना अच्छा था फिर से 1 से 5 के पैमाने पर आंतरिक परीक्षण क्या आंतरिक परीक्षणों में सभी सीओ CO's शामिल थे और क्या उन्हें इस तरह से प्रयोग किया गया था जो कि छात्रों के लिए आसान थे क्या निर्धारित परीक्षण उपयुक्त समय पर किये गए थे क्या आंतरिक परीक्षणों के लिए पर्याप्त समय दिया गया था हम परीक्षणों के संगठन सीओ CO's के व्यापक क्षेत्र समय और कार्यक्रम जैसे सभी मुद्दों के बारे में डेटा निकालने के लिए 3 4 प्रश्न पूछ सकते हैं क्विज़ की गुणवत्ता क्या सीओ CO's के अनुरूप प्रश्नोत्तरी बनायी गयी है प्रश्नोत्तरी किस समय आयोजित की जाती है प्रश्नोत्तरी के लिए कितना समय दिया गया था अधिगम सीखने को बढ़ावा देने में सत्रीय कार्यों की उपयोगिता इससे हमें फिर से रोचक और मूल्यवान आंकड़े प्राप्त होंगे वास्तव में कई संस्थानों में व्यावहारिक अनुभव से छात्रों को दिए गए असाइनमेंट के बारे में बहुत कम राय है इतना ही कि कुछ कॉलेजों में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये असाइनमेंट किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं मुख्य रूप से यह एक ऐसा विषय है जो वेब पर आसानी से खोजा जा सकता है और कुछ कॉपी पेस्ट करके किये गए असाइनमेंट जमा करने के लिए पर्याप्त होंगे प्रशिक्षक वास्तव में किसी भी सार्थक तरीके से सत्रीय कार्य का मूल्यांकन नहीं करता है सत्रीय कार्य वास्तव में छात्रों के नजरिये के साथ साथ शिक्षको के दृष्टिकोण से भी समय की बर्बादी साबित हो रहे हैं असाइनमेंट को सावधानीपूर्वक डिजाइन करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करे कि वे छात्रों को सही प्रकार की चुनौती प्रदान करते हो और वे कुछ ऐसे सीओ CO's को संबोधित करते हैं जिन्हें कक्षा परिक्षण या क्विज़ में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा सका है और साथ ही छात्रों को सीखने को बढ़ावा देने में इन असाइनमेंट की उपयोगिता के बारे में अपनी राय व्यक्त करने दें विभाग के साथ साथ प्रशिक्षक के लिए फिर से इस तरह का अभ्यास बड़ा दिलचस्प होगा सेमेस्टर के दौरान सामान्य कार्य भार वे इस प्रकार है दिए गए असाइनमेंट की कुल संख्या आयोजित कि गयी क्विज़ आयोजित परीक्षण और किसी भी अन्य प्रकार का मूल्यांकन जो पूरे सेमेस्टर में किया जा रहा है इन सबको एकसाथ लेकर ये पता करना कि छात्र कार्यभार के बारे में कैसा महसूस करते है वह भी उपयोगी प्रश्न हो सकता है ये केवल प्रश्नों के उदाहरण हैं हमारे पास विभिन्न प्रकार के कम या ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं अध्ययन परिवेश यहां कुछ प्रश्न प्रशिक्षक की विशेषताओं से भी संबंधित हैं ये तर्क दिया जा सकता है कि इन्हें वास्तव में प्रशिक्षक की विशेषताओं में जाना चाहिए मूल रूप से ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है चाहे हम इसे इस श्रेणी में रखना चाहें या प्रशिक्षक विशेषताओं की श्रेणी में लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है छात्रों और प्रशिक्षक के बीच सकारात्मक पारस्परिक व्यवहार रहता है प्रशिक्षक को बीच में रोककर स्पष्टीकरण मांगने के लिए छात्रों को हमेशा अनुमति रहती है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ प्रशिक्षक छात्रों के व्यवधानों को नापसंद करते हैं सम्पूर्ण व्याख्यान ख़त्म होने के बाद फिर छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति होती है यह सीखने के लिए बहुत अनुकूल व्यवस्था नहीं हो सकती है यह जानना उपयोगी होता है कि क्या छात्रों को हमेशा स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रशिक्षक से बीच में पूछने अनुमति दी गई थी कक्षा चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अच्छी तरह से संचालित होना चाहिए चूँकि चर्चाएँ महत्वपूर्ण होती हैं तो यह भी आवश्यक है की प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करे कि उनमे उचित संयमन भी हो अन्यथा चर्चाएँ फौरी तौर पर समाप्त हो सकती हैं और कक्षा का समय बर्बाद हो जायेगा आवश्यक शिक्षण संसाधन आसानी से उपलब्ध और सुलभ है यदि प्रयोगशाला को सैद्धांतिक विषयों के साथ एकीकृत किया गया है तो प्रयोगशाला उपकरण अच्छी तरह से अनुरक्षित होना चाहिए और आवश्यक प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं हों ऐसी व्यवस्था होना चाहिए अन्यथा ऐसे अन्य मुद्दे भी सामने आते हैं जो कि प्रयोगशाला अभ्यासों से सम्बंधित होते हैं हम इन मुद्दों पर अगली इकाई में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे अर्थात जब हम प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों को देख रहे हों हम जानेगे की निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र को डिजाइन करने में कौन से अतिरिक्त मुद्दे सामने आते हैं पाठ्यक्रम परिणाम पाठ्यक्रम परिणामों पर इस पाठ्यक्रम के प्रथम चरण में ही चर्चा की जा चुकी है पाठ्यक्रम परिणाम स्पष्ट है आप से अपेक्षित दक्षताओं के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं ध्यान दें कि यह केवल एक धारणा है वास्तव में क्या ये छात्र आवश्यक दक्षताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं - ये हम अन्य मूल्यांकन साधनों जैसे की कक्षा परीक्षण प्रश्नोत्तरी और समनुदेशन असाइनमेंट में उनके प्रदर्शन से आंक लेते हैं यहां हम छात्रों की धारणा जानने करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उन दक्षताओं के संबंध में कैसा महसूस करते हैं इसलिए यह CO's की गणना करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है छात्रों की धारणा को जानने के लिए यह करना भी अधिक जरूरी है निर्देशात्मक गतिविधियों सीओ CO's की प्राप्ति में मदद करती है इसका मतलब है कि वे CO's संशोधित ब्लूम्स वर्गीकरण पद्धति के संज्ञानात्मक स्तर और ज्ञान श्रेणी के संबंध में संरेखित है प्रत्येक सीओ CO's हेतु निर्धारित समय काफी पर्याप्त है यह आवश्यक भी है क्योंकि यह अगले प्रश्न से संबंधित है संपूर्ण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम व्याप्ति की गति सुविधाजनक रही ये दोनों संबंधित हैं यदि पाठ्यक्रम व्याप्ति की गति को सावधानीपूर्वक नियोजित नहीं किया जाता है जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि इसे सावधानी से नियोजित नहीं किया जाता है तो प्रारंभिक सीओ CO को काफी लंबा समय मिलता है तो वे कुल समय का काफी अनुचित अनुपात ले लेते है और अंत में गति अचानक काफी बढ़ जाती है जिससे बाद के सीओ CO's अच्छे से प्राप्त नहीं हो होते हैं यह जानना आवश्यक है कि क्या पाठ्यक्रम व्याप्ति की गति पूरे समय सहज थी और प्रत्येक सीओ CO's से सम्बंधित प्रश्न काल काफी पर्याप्त था की नहीं तो इन दो संबंधित प्रश्नों को जानना महत्वपूर्ण है आकलन कथित CO's और दक्षताओं के लिए प्रासंगिक है इसका मतलब है आकलन CO's के साथ संरेखण में है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम परिणाम निर्देश और आकलन ये सभी एक दूसरे के साथ संरेखित हों यह विद्यार्थियों द्वारा अच्छे अधिगम के लिए आवश्यक है पहले के खंड में चर्चा की गई है हमें आकलन के संबंध में छात्रों की धारणा प्राप्त करनी चाहिए कि क्या कथित CO's के लिए आकलन प्रासंगिकसम्बंधित है CO's के लिए प्रासंगिक उदाहरणों ने विस्तार से अच्छा काम किया और वे परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी थे क्योंकि परीक्षाएं भी आवश्यक हैं वे छात्रों के लिए उच्च हित धारिता साधन हैं इसलिए इन्हें जानना जरूरी है तत्पश्चात यदि आप चाहें तो हम एक सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं प्रत्येक CO को आप अपनी सहजता से इसमें महारत हासिल करने के स्तर पर रेट करें श्रेणीगत करे मूल रूप से बहुत कम सहजता से लेकर उच्च सहजता तक और हम उन्हें प्रत्येक CO को श्रेणीगत करने के लिए कह सकते हैं यहां हमने सिर्फ एक नमूना दिखाया है जहां पाठ्यक्रम में 8 CO हैं जो भी इनकी वास्तविक संख्या हो हम वहां इसे लिख सकते हैं इसका उद्देश्य यह देखना है कि क्या कोई विशेष CO या CO का एक छोटा उप समूह है जो अधिकांश छात्रों के लिए कठिन साबित हो रहा है अनिवार्यतः जिन्हें आम तौर पर संलागक बिंदु कहा जाता है इसलिए यदि अधिकांश छात्र CO के एक छोटे उपसमूह के संबंध में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं तो हमें अगली बार पाठ्यक्रम लागू होने पर उन CO के संबंध में कुछ करना चाहिए हम इस प्रकार के उस विचार को प्राप्त करने के लिए उनसे सम्बंधित प्रश्न पूछ सकते हैं प्रशिक्षक विशेषताएँ यदि छात्रों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन के लिए एक संस्थान व्यापी प्रपत्र है और यदि वह प्रपत्र इन पहलुओं को शामिल करता है तो हमें पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण में उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है हालांकि इनमें से कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं संभावित प्रश्न हो सकते हैं क्या प्रशिक्षक को सामग्री पर महारत हासिल थी क्या सभी छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया गया क्या प्रशिक्षक के पास उत्कृष्ट संचार कौशल था क्या प्रशिक्षक ने छात्रों को कक्षा में प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था क्या तकनीकी शंकाओं को भली भांति स्पष्ट किया गया क्या प्रशिक्षक का सामान्य रवैया काफी सहयोगात्मक था यदि आप देखें तो मूल रूप से प्रशिक्षक की विशेषताएं तीन पहलुओं को देखती हैं एक है तकनीकी दक्षता ज्ञान आधारित दूसरा है दृष्टिकोणरवैया छात्रों को प्रोत्साहित करने वाला सहयोगात्मक रवैया तीसरा है कक्षा मर्यादा और अनुशासन कायम रखना है तो इस तरह प्रशिक्षक के व्यक्तित्व के तीन आयाम हैं और इन निम्नलिखित तीनों आयामों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं तकनीकी दक्षतायोग्यता सहयोगात्मक रवैया और एक संगठित और अनुशासित तरीके से कक्षा का सञ्चालन वास्तविक सर्वेक्षण प्रपत्र जब डिजाइन करना चाहते हैं तो कई अन्य मुद्दों को हल करने की आवश्यकता होती है प्रश्नों की कुल संख्या को निश्चित कर दिया जाना चाहिए यदि प्रश्नों की संख्या बहुत कम है तो हमें पर्याप्त वैध डेटा नहीं मिल सकता है दूसरी ओर यदि बहुत अधिक प्रश्न हैं तो थकान हो सकती है और छात्र वैध डेटा प्रदान नहीं कर सकते हैं आपको सर्वेक्षण प्रपत्र की सही लंबाई के बारे में प्रयोग करने और साथ ही सही लंबाई जो आपके उद्देश्य के अनुकूल हो पर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है संस्थान व्यापी प्रपत्र यदि कोई मौजूद है तो पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र को डिजाइन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए यदि इसे एकीकृत करना है तो हमें प्रश्नों की कुल संख्या और विभिन्न पहलुओं पर उनके आवंटन के संबंध में उचित ध्यान रखना होगा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत मदों की संख्या निम्न है पाठ्यक्रम प्रबंधन पाठ्यक्रम परिणाम प्रशिक्षक की विशेषताएं इस तरह प्रत्येक श्रेणी के लिए आप कितने प्रश्न पूछना चाहेंगे इसे भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कवर की गई श्रेणियों के संबंध में प्रपत्र संतुलित होना चाहिए छात्रों से नियमित प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए विभिन्न श्रेणियों से संबंधित साधनों को मिलाया जा सकता है जैसे कभी कभी यह संभव है यदि प्रशिक्षक की विशेषताओं को लेकर एक के बाद एक कुछ आठ प्रश्न आ रहे हों तो पहले 3 4 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद छात्र शेष प्रश्नों को नियमित और यांत्रिक तरीके से उसी पैटर्न के अनुसार भर सकते हैं कुछ पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र इननिम्न प्रश्नों को मिलाते हैं जैसे कि पाठ्यक्रम परिणामों के संबंध में कुछ प्रश्न फिर प्रशिक्षक की विशेषताओं के संबंध में कुछ प्रश्न फिर पाठ्यक्रम परिणामों के संबंध में एक प्रश्न इस तरह वे छात्रों से नियमित प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए इन प्रश्नों को मिला सकते हैं ऐसा करना संभव है यह आपको तय करना है कि आप सर्वेक्षण प्रपत्र को वास्तव में कैसे डिजाइन करना चाहते हैं विशिष्ट CO's से संबंधित प्रश्न पूछना भी संभव है निर्गत सर्वे में प्रश्न CO's के सापेक्ष में काफी सामान्य भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही CO's पर चर्चा की गई थी क्या दिए गए निर्देश CO's को प्राप्त करने में सहायक थे ये बहुत सामान्य प्रश्न हैं लेकिन हम विशिष्ट CO's से संबंधित विशिष्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं और इससे हमें विशिष्ट CO's के संबंध में पाठ्यक्रम वितरण की योजना बनानेसुधार करने में मदद मिलेगी इसलिए जब अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है तो CO's की प्राप्ति में सुधार के दृष्टिकोण से यह विशेष CO's के लिए विशिष्ट प्रश्न पूछने में मददगार होगा कुछ प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि विद्यार्थियों के उत्तरों से प्रशिक्षक को संलागक बिंदुओं की पहचान करने में मदद मिले जिन क्षेत्रों में छात्रों को समान रूप से कुछ कठिनाई होती है जब अगली बार पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाय तो छात्रों की इस तरह के प्रश्नों के लिए प्रतिक्रियाओं से प्रशिक्षक को ऐसी मुश्किल स्थितियों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनका हल अधिक सावधानी से और संभवतः नए ढंग से किया जा सकता है विशिष्ट CO's से संबंधित प्रश्न पूछने का एक अन्य लाभ यह है कि प्रतिक्रियाएं काफी सरल और सीधे तरीके से CO's की प्राप्ति की अप्रत्यक्ष गणना की अनुमति देंगी जब प्रश्न विशिष्ट CO's से संबंधित होते हैं तो CO's की अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना काफी सरल हो जाती है विशिष्ट सीओ से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं मान लें कि एल्गोरिदम के एक पाठ्यक्रम में हमारे पास एक पाठ्यक्रम परिणाम "CO3" है जो कि विभाजन और जीत के दृष्टिकोण से संबंधित है यह सिर्फ एक उदाहरण है कुछ प्रश्न "CO3" के लिए विशिष्ट है जो कि प्रशिक्षक द्वारा निकास सर्वेक्षण में इस पाठ्यक्रम में से पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप कितना आश्वस्त महसूस करते हैं कि आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि विभाजन और जीत तकनीक का प्रयोग किसी विशिष्ट समस्या के लिए किया जा सकता है आश्वस्त नहीं 0 से अत्यधिक आत्मविश्वास से 5 क्या आप विभाजन और जीत के दृष्टिकोण पर आधारित किसी दिए गए एल्गोरिदम की समय जटिलता को प्राप्त करने में सहज महसूस करते हैं बिल्कुल सहज नहीं 0 से अत्यधिक आरामदायक 5 विशिष्ट उत्तरों से प्रशिक्षक को यह जानने में मदद मिलती है कि CO's को किस हद तक प्राप्त किया जा रहा है और अधिकांश छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ सामान्य समस्याएं किस हद तक हैं एक अन्य प्रश्न यह हो सकता है कि आप कितने आश्वस्त हैं कि आप विलय वर्गीकरण एल्गोरिथम की व्याख्या कर सकते हैं अविश्वास 0 से अति उच्च आत्मविश्वास 5 आप कितने आश्वस्त महसूस करते हैं कि एक नई समस्या के लिए विभाजन और जीत एल्गोरिथम विकसित कर सकते हैं बिल्कुल भी आत्मविश्वास से भरपूर नहीं ऐसे प्रश्नों के उत्तर विशिष्ट CO's के संबंध में प्रशिक्षक को बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे विशेष रूप से CO3 के संबंध में इसी तरह प्रत्येक CO के संबंध में हम काफी उपयोगी डेटा प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं आइए देखें कि हम इन CO विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से CO's की प्राप्ति की गणना के लिए कैसे कर सकते हैं पहले के खंड में हमने अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके CO's प्राप्ति की गणना करना और इसे प्रत्यक्ष विधियों में गणना की गई CO's प्राप्ति के साथ जोड़ने के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की है हमने देखा कि अप्रत्यक्ष विधि से मान की गणना और प्रत्यक्ष विधियों में गणना किए गए मान को आमतौर पर 10 से 90 के अनुपात में जोड़ा जाता है इसका मतलब है अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके गणना किये गए मान आमतौर पर 10 प्रतिशत से अधिक महत्व नहीं दिए जाते है जबकि प्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करके मान की गणना की जाती है तो इन्हे अधिक महत्व दिया जाता है आमतौर पर 90 इस विधि के पैमाने है आंतरिक परीक्षण प्रश्नोत्तरी सेमेस्टर अंत परीक्षा समनुदेशन असाइनमेंट अप्रत्यक्ष विधि की गणना पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हो सकती है पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना में सहायता करता है खासकर जब CO's के लिए विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं यह अनिवार्य रूप से छात्रों की औसत धारणा है और इसका उपयोग अप्रत्यक्ष प्राप्ति मान के रूप में किया जाता है उदाहरण के लिए ये मान लें कि एक पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट परिणाम "CO3" से संबंधित चार प्रश्न थे और 65 छात्रों ने उत्तर दिया प्रश्न 1 के लिए 6 लोगों ने इसे बहुत कम 1 का मान दिया 54 ने इसे 4 और 5 के यथोचित उच्च मान का दर्जा दिया जिसे 5 का मान किया गया वह उच्चतम मान है प्रश्न 1 के संबंध में छात्रों की औसत रेटिंग 6 x 1 54 x 4 5 x 5 कुल 65 से भाग दे तो 38 प्राप्त हुआ है इसी तरह मान लें कि प्रश्न 2 3 और 4 की औसत रेटिंग क्रमशः केवल नमूना मान 42 39 और 26 है सभी चार प्रश्नों के मानों का औसत 38 का औसत 42 39 और 26 36 है अधिकतम संभव मान और सर्वोत्तम संभव मान 5 ही है हम CO3 की प्राप्ति कि गणना इस प्रकार कर सकते है 36 को 5 से विभाजित करे यानी 72 प्रतिशत के रूप में लेते हैं पाठ्यक्रम के परिणामों की अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना करने का एक बहुत ही सरल तरीका है क्योंकि इसे 1090 के अनुपात में प्रत्यक्ष प्राप्ति के साथ जोड़ा जाना है 10 प्रतिशत 90 प्रतिशत इसके अलावा विशिष्ट उत्तर उनके औसत मूल्य भी आपको कुछ संकेत देते हैं उदाहरण के लिए पहले प्रश्न के लिए औसत मान 38 था दूसरे के लिए यह 42 था तीसरे प्रश्न के लिए यह 39 था लेकिन चौथे प्रश्न के लिए औसत मान केवल 26 था इसका मतलब है कि यह वही विशिष्ट दक्षता है जिसमे अधिकांश छात्र सहज नहीं हैं यदि प्रश्न उन दक्षताओं से संबंधित हैं जो किसी दिए गए CO's का विस्तार करती हैं तो ये मान प्रशिक्षक को यह भी संकेत दे सकते हैं कि वे कौन सी दक्षताएं हैं जिन्हें अगली बार पाठ्यक्रम वितरित करते समय ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अप्रत्यक्ष रूप से COs की प्राप्ति की गणना करने का यह एक सरल तरीका है हम अन्य सभी CO के लिए भी इसी तरह की गणना कर सकते हैं अभ्यास अपने पाठ्यक्रम के लिए एक पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण प्रपत्र डिज़ाइन करें और इस अभ्यास के परिणामों को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद निर्गत सर्वेक्षण के डिजाइन और उपयोग को समझें इस पर अगली इकाई में हम प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को देखेंगे यह निर्गत सर्वेक्षण जिसे हमने डिजाइन किया है वह काफी अनुकूलनशील है इसका उपयोग पाठ्यक्रम के सभी घटकों के लिए किया जा सकता है जैसे की मुख्य पाठ्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रयोगशाला पाठ्यक्रम परियोजनाएं लेकिन जब हम प्रयोगशालाओं और वैकल्पिक पाठ्यक्रमों और परियोजना को देखते हैं तो कुछ अतिरिक्त विचार सामने आते हैं धन्यवाद और हम आपसे अगली इकाई में मिलेंगे